सभी को नमस्कार और इस विशेष व्याख्यान में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे हम एक डीईएम की गुणवत्ता और विशेष रूप से ऐसे डीईएम की गुणवत्ता तक कैसे पहुंचे जो मुफ़्त में उपलब्ध हैं हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आजकल कई डीईएम इंटरनेट पर मुफ़्त में उपलब्ध हैं जैसे यूएसजीएस डीईएम एसआरटीएम डीईएम जो विभिन्न रिज़ॉल्यूशन पर जैसेकि एक किलोमीटर रिज़ॉल्यूशन या अन्य रिज़ॉल्यूशन पर भी उपलब्ध है और आजकल यह 30 मीटर रिज़ॉल्यूशन में आने लगा है और इसके पहले एएसटीईआर जीडीईएम जो एक वैश्विक डिजिटल एलिवेशन मॉडल 30 मीटर रिज़ॉल्यूशन में उपलब्ध है डीईएम की गुणवत्ता प्रक्रिया या इनपुट डेटा के आधार पर निर्धारित होगी लेकिन गुणवत्ता क्यों आवश्यक है क्योंकि हम इस डिजिटल एलिवेशन मॉडल से आउटपुट प्राप्त करने वाले हैं और यदि हमें यह पता है कि इनपुट में त्रुटियां हैं या समस्याएं हैं तो इससे आउटपुट की गुणवत्ता प्रभावित होगी इसलिए प्रत्येक डिजिटल एलिवेशन मॉडल की सीमाओं तथा इनके के साथ जुड़ी त्रुटियों का पता होना आवश्यक है जिनको हम जीआईएस विश्लेषण में उपयोग करने जा रहे हैं तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी चर्चा कम ही हुई है और गुणवत्ता तथा त्रुटियों के घटकों पर भी जिन पर हम यहाँ ज़ोर देंगे विशेषकर त्रुटियों पर क्योंकि हमें निहित त्रुटियों का पता होना चाहिए जबकि डीईएम और अन्य डेटासेट में मौजूद हैं जिनका हम जीआईएस डेटाबेस में उपयोग करेंगे जो बाद में विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों में काम आने वाली हैं क्योंकि अलग अलग डीईएम से व्युत्पन्न होने वाले दसियों तरह के आँकड़े डीईएम की गुणवत्ता के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं उदाहरण के लिए मानचित्र का ढलान अथवा मानचित्र का दृष्टिकोण सतही हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग में जल विभाजक सीमा के लिए हो सकती है चरम क्रम या तलछट शक्ति सूचकांक जैसे कई आउटपुट हैं जो सीधे इन डीईएम से व्युत्पादित हो रहे हैं यदि डीईएम की गुणवत्ता स्वयं ही खराब है तो निश्चित रूप से यह आउटपुट तथा नियत कार्यों के बारे में जानकारी को प्रभावित भी करेगा जो त्रुटियां विभिन्न डीईएम या अंतर्वेषित डीईएम के साथ जुड़ी हुई हैं वास्तव में उनकी बहुत कम चर्चा की गई है लेकिन हमें डीईएम में निहित त्रुटियों को समझना अति आवश्यक है और जहाँ भी संभव हो उन त्रुटियों को कम करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा जीआईएस में त्रुटियां प्रवर्धित होती हैं अब डीईएम में छायांकित ढलान या सुगम और लक्षण रहित क्षेत्रों में कौन सी त्रुटियों की काफी बड़ी होने की संभावना है हिमालय जैसे कठिन इलाकों में यह त्रुटियां आ सकती हैं तो यह ढलान के केवल एक तरफ को देखता हैं इसलिए पहाड़ी इलाकों में समस्या है रास्टर डीईएम जिसमें स्टीरियो पेयर का उपयोग होता है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बहुत सारा भाग छाया में रहता है और इन छाया वाले क्षेत्रों में समस्या रहती है तो प्रत्येक डिजिटल एलिवेशन मॉडल विशेषकर की मुफ़्त डिजिटल एलिवेशन मॉडल में विभिन्न प्रकार की समस्या रहती हैं इसी तरह अगर यह एक लक्षण रहित अथवा एक सुगम क्षेत्र है जैसी की मरुस्थलीय क्षेत्र जिनमे हमारे पास कोई लक्षण नहीं हैं ऐसे में डीईएम बहुत विशिष्ट नहीं रहता है और डीईएम की गुणवत्ता का पता लगाना भी बहुत मुश्किल है और इसी कारणवश मरुस्थलिय क्षेत्र तथा हिमालय क्षेत्र जहाँ विषमताएँ इतनी ज़्यादा हैं इन क्षेत्रों में त्रुटियां होने की संभावना अत्यधिक है लेकिन दो पराकाष्ठा क्षेत्रों के लिए एक उच्च रिज़ॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल की अत्यधिक आवश्यकता है विशेषकर हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि यहाँ बहुत सी चीजें करने को हैं और समोच्च अंतराल भी काफी ज़्यादा है इसलिए आप हर समय निर्भर नहीं रह सकते हैं क्योंकि अगर आप 50000 मानक मानचित्र को 100 मीटर समोच्च अंतराल पर रखते हैं ये दो समोच्च एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे तब आप बड़े पैमाने पर मानचित्रों की तरफ़ जाते हैं इसका मतलब है आपको अधिक इनपुट की आवश्यकता है और हिमालय जैसे पहाड़ी इलाके में यह बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन हिमालय जैसे इलाके के लिए एक उच्च रिज़ॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल और वह भी सटीक डिजिटल एलिवेशन मॉडल का मिलना काफी कठिन हैं क्योंकि ये विभिन्न तकनीकों से प्राप्त होते हैं और इन तकनीकों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां होती हैं इसलिए यह मूल्यांकन हमें इन डीईएम का उपयोग करने से पहले ही करना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियों क्षेत्रों के अनुसार बदलती हैं विशेष रूप से स्व सहसंबंध मूल्य कभी कभी आपको बहुत सुगम सतह मिलती है कभी कभी आप बहुत बीहड़ इलाके प्रदर्शित करना चाहते हैं और यहीं आपको समस्या होगी अनिश्चितता एक अन्य मुद्दा जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल वास्तविकता का एक अनुमान है और डीईएम वास्तविक दुनिया की विशेषताओं या प्रक्रियाओं का मॉडल है यहाँ स्थानिक प्रतिरूपण का लक्ष्य इसको वास्तविकता के सन्निकटन प्रस्तुत करना है क्योंकि यह एक निरूपण है यह शैनन के सिद्धांत पर आधारित है जिसके अनुसार सेल के भीतर सभी ऊंचाइयों का एक ही मान है यह मूल रूप से मान्यताओं के अनुसार चयनित करने का एक प्रकार है और आपका जो भी उद्देश्य है वास्तविकता को किस प्रकार ठीक से प्रदर्शित किया जाए इससे सम्बंधित ज्ञान का अभाव है क्योंकि हम अगर हम बहुत निश्चित हैं कि हम किस उद्देश्य के लिए उपयोग करने वाले हैं तब हमें इनपुट डेटा से जुड़ी त्रुटियों को जानना चाहिए तो हमें यह समझना होगा हमारे इनपुट डेटा क्या वास्तव में वास्तविकता को सटीक तरीके से का प्रदर्शित कर रहा है या नहीं और एक मॉडल वास्तविकता को कितनी अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है जो एक विशेष डिजिटल एलिवेशन मॉडल विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित बना पाएगा और इससे कितना विश्वसनीय निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो जब आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल से विभिन्न व्युत्पन्नों के माध्यम से अलग आउटपुट प्राप्त करते हैं तो आप कितना सुकून महसूस कर सकते हैं जैसे कि अगर आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल का उपयोग कर ढलान मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं तो यह ढलान मानचित्र कितना विश्वसनीय है या कितना सही है यह विश्वसनीयता या इस निश्चय को बढ़ाया और आश्वस्त करेगी कि यह डिजिटल एलिवेशन मॉडल वास्तव में सटीक क्षेत्रों प्रदर्शित कर रहा है अन्यथा आपकी निश्चयता का स्तर बहुत कम होगा तो इस ज्ञान की कमी को हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल की अनिश्चितता के रूप में दर्शा सकते हैं इस अनिश्चितता को दो घटक हैं पहली अनिश्चितता डेटा की गुणवत्ता के बारे में है और दूसरी डेटा पर लागू होने वाले प्रसंस्करण की गुणवत्ता के बारे में है इसलिए अगर हम एसएआर इंटरफेरोमेट्री पर आधारित डिजिटल एलिवेशन मॉडल के बारे में बात करते हैं जो एसआरटीएम से व्युत्पन्न हुए हैं तो यह एक विशेष रिमोट सेंसिंग तकनीक पर आधारित है जिसे राडार रिमोट सेंसिंग या सक्रिय रिमोट सेंसिंग कहते हैं रेडार डेटा के साथ विभिन्न क्षेत्रों से सम्बंधित विभिन्न समस्याएँ हैं तो ये डेटा की गुणवत्ता सम्बंधित अनिश्चितता के अंतर्गत आता हैं इस डेटा को एक अभियान के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया था फ़िट इस डेटा को संसाधित किया गया है और फिर इसके बाद हमने डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार किया तो यह प्रक्रिया कितनी सटीक थी यह अनिश्चितता डेटा की गुणवत्ता पर लागू प्रसंस्करण में आएगी क्योंकि प्रत्येक प्रसंस्करण में कुछ त्रुटियां होंगी उन त्रुटियों को भी हमें ध्यान में रखाना होगा और मूल रूप से इन सभी से डिजिटल एलिवेशन मॉडल को तैयार किया जा पाएगा और आमतौर पर इसका विवरण दे देते हैं कि उनके डेटा किस प्रकार की त्रुटियां हैं लेकिन वे विभिन्न इलाकों के लिए विशेष रूप से इसका विवरण नहीं देते हैं यदि हम इसका उपयोग गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए करें तो मुझे यकीन है कि जो भी डेटा मैं यहाँ उपयोग कर रहा हूँ वह काफी सटीक है एस आर टी एम से संबंधित इस को उदाहरण देखिए लेकिन जब मैं हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इसका उपयोग करता हूं तो मुझे ये पता है कि रडार तकनीकों के कारण इसकी कुछ सीमाएँ डीईएम का अनु प्रयोग या इसकी विभिन्न उपयोगिता क्षेत्र के आधार पर होनी चाहिए और हमारा यह विश्लेषण अनुभव और कुछ आकलन पर आधारित है कि एएसटीईआर में जी डीईएम हिमालय भू भाग की स्थिति के लिए काफी अच्छा है जोकि अत्यधिक बीहड़ है जबकि मैदानी क्षेत्र जैसे की गंगा का मैदानी इलाकों के लिए एसआटीएम काफी सटीक है यह बात याद रखनी है कि प्रत्येक प्रकार के डीईएम सभी प्रकार की भू स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं हैं हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ स्वतंत्र आँकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है जैसे कि कुछ पॉईँट डेटा जिसे हम एक नियंत्रण बिंदु के रूप में उपयोग कर सकते हैं और फिर इसकी तुलना डीईएम तुलना की सेल प्राप्त मान से करें जो भी डीईएम ज़मीनी नियंत्रण बिंदु को करीब से प्रदर्शित कर रहा है आप कह सकते हैं कि वो डीईएम है वास्तव में हमारे द्वारा चयनित उस विशेष क्षेत्र को सटिकता से प्रदर्शित कर रहा है इसलिए डेटा की गुणवत्ता मूल रूप से एक डेटासेट के भीतर त्रुटियों की मात्रा पर निर्भर है यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण है कि डेटा की गुणवत्ता त्रुटि डेटासेट मान तथा सही मान के बीच का अंतर है क्योंकि यह डेटा को रिमोट सेंसिंग के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है तकनीक या कुछ अन्य तकनीकें क्योंकि हमारे पास हर समय सही मूल्य नहीं होगा और चूंकि डीईएम एक अनवरत सतह है हमारे पास निरंतर जांच करने के लिए सही मान नहीं हैं इसलिए त्रुटियों को जाँचने में मुश्किल होती है डिजिटल एलिवेशन मॉडल में सही मान केवल कुछ बिंदु के मान के बराबर हो सकता है और हम उस मान को जो एक निरंतर चलन में मौजूद हैं तुलना के लिए उपयोग करेंगे इसलिए भले ही हमारे पास जमीनी नियंत्रण बिंदु या कुछ स्वतंत्र रूप से एकत्रित ऊँचाइयों का मान और फिर केवल उन्हो बिंदुओं के लिए हम मैं तुलना कर सकते हैं अन्यथा शेष क्षेत्र इस बिंदु पर हम कोई तुलना नहीं कर पाएँगे तो यह बिंदु बहुत ही विशेष हो जाता है विशेषकर ऐसे इलाके में जो अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ है सटीकता का विषय भी है जो इसको मापता है और किसी डेटासेट के भीतर त्रुटियों को एकत्रित या सारांशित करता है तो इस डिजिटल एलिवेशन मॉडल में कितनी त्रुटि आगे बढ़ रही है माना जाता है मान लीजिए कि हम 100 मीटर कहते हैं और आपके डिजिटल एलिवेशन मॉडल में यह 110 मीटर आ रहा है अब इसका मतलब है कि इसका मान 10 मीटर अधिक आ रहा है या ऐसा भी हो सकता है कि यह 100 मीटर का है लेकिन यह 90 मीटर आ रहा है तो हम इसे 10 मीटर ऊपर नीचे कह सकते हैं इससे पहले की हम डीईएम को नियोजित करें और कोई आउटपुट व्युत्पन्न करें हमें यह जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए आमतौर पर डीईएम को विकसित करने वाले इसकी की गुणवत्ता को वर्ग माध्य मूल मान या माध्य मूल मान त्रुटि के रूप में बताते हैं या यदि आप अंतर्वेशन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तभी आप त्रुटियों को अभिलेखित कर सकते हैं और त्रुटि में भिन्नता एकल माध्य मूल मान त्रुटि के माध्यम से संप्रेषित नहीं होती है अब यह माध्य मूल मान त्रुटि डीईएम ऊंचाई और परीक्षण बिंदुओं या ज़मीनी नियंत्रण बिंदुओं की ऊंचाई जबकि मौजूदा स्रोत मानचित्र और अन्य तरीक़ों प्राप्त मान के बीच के अंतर पर आधारित है अब जब आप बहुत सटीक आकलन करते हैं तो आप एक प्रश्न हम पूछ सकते हैं ये परीक्षण बिंदु कितना सही हैं क्योंकि आखिरकार आप किसी यंत्र का उपयोग कर रहे होंगे उडरन के लिए अब आप जीपीएस या विशेषक जीपीएस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो विशेषांक जीपीएस तकनीक की भी अपनी त्रुटियां होंगी तो आपका परीक्षण डेटा या जिसको आप एक मानक डेटा के रूप में देख रहे हैं उसमें पहले से ही कुछ त्रुटियां हैं जीआईएस के विश्लेषण में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा अब सतही मॉडल के विभिन्न प्रकार के लौकिक सांख्यिकी परीक्षण हैं और डीईएम की प्रमुख आकृतिक विशेषताओं के सांख्यिकी आंकड़ों को सारांशित करने वाले भी हैं जिनके माध्यम से अतिरिक्त मूल्यवान जानकारी मिलती हैं यह परिकल्पित है कि डीईएम के भीतर वितरण और त्रुटियों के पैमाने कम से कम आंशिक रूप से उस क्षेत्र की आकृतिक विशेषताओं से संबंधित है क्योंकि अगर यह एलिवेशन मॉडल ऊंचाई या क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है तो हमें आकृति विश्लेषण का उपयोग करना होगा यदि हम उससे पहले ही इसे क्रियान्वित कर सकते हैं तो हम इस साधन का उपयोग कर डिजिटल एलिवेशन मॉडल के इनपुट की त्रुटियों को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं और सटीक सतह डीईएम की त्रुटियों के वितरण को एकल माध्य मूल मान त्रुटि की तुलना में बेहतर तरह से प्रदर्शित करेगी तो अगर यह सतह व्युत्पन्न हो सकती है तो डीईएम के इनपुट के किस भाग में माध्य मूल मान की तुलना में ज़्यादा त्रुटियां हैं इसकी चर्चा हमने पहले की है अब अगर एक पहले से तैयार डीईएम है का उपयोग हम जीआईएस में करते हैं तो उसकी जांच हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं मान लीजिए यदि आपके पास कुछ परीक्षण बिंदु जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों से होकर जाते हैं तब आप इनकी तुलना डिजिटल एलिवेशन मॉडल के समरूपी सेल के मान से कर सकते हैं और आप मानक विचलन और अन्य चीजों का पता लगा सकते हैं लेकिन यह केवल कुछ परीक्षण बिंदुओं या नियंत्रण बिंदुओं के लिए है यह नियंत्रण बिंदु जीपीएस के जमीनी नियंत्रण बिंदुओं के संग्रहालय के माध्यम से भी लिए जा सकते हैं जिन्हें डीईएम की गुणवत्ता जाँचने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है यदि यह अंतर्वेशन तकनीकों द्वारा स्व निर्मित तो मैं आपको इसको जाँचने का त्वरित तथा सटीक तरीका बता सकता हूं जिससे आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल को जाँच सकते हैं या अंतर्वेशन तकनीक की उपयुक्तता का भी पता लगा सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास सौ ऊँचाई बिंदु उपलब्ध हैं जो पूरे क्षेत्र में वितरित किए जाते हैं अंतर्वेशन करने से पहले कि आप यादृच्छिक रूप से किन्हीं 10 बिंदुओं का चयन करते हैं ये यादृच्छिकता से चयनित बिंदु इस मानक जीआईएस सॉफ्टवेयर में भी उपलब्ध हैं और ये आपके मूल डेटासेट में भी हैं तो अब हमारे पास अब अंतर्वेशन से पहले सौ प्रतिशत डेटा है यहाँ अब हमारे पास 90 प्रतिशत डेटा हैं मूल डेटा सेट से 10 प्रतिशत डेटा यादृच्छिक रूप से का चयन करके अस्थायी रूप से हटा दिया गया है और फिर उन पर तीन चार विभिन्न प्रकार की अंतर्वेशन तकनीक का उपयोग करते हैं आपके पास यहाँ अलग अलग सतहें होंगी ये पहली दूसरी तीसरी और ये चौथी सतह है फिर उन 10 प्रतिशत डेटा का उपयोग करेंगे जिनको आपने अलग रखा है और फिर विभिन्न डीईएम से जिनको हमने विकसित किया है इसकी तुलना करते हैं उदाहरण के लिए मेरे पास यह एक डीईएम है जिसको बनाया गया है अब उन 10 प्रतिशत बिंदुओं को मैं परीक्षण बिंदुओं या नियंत्रण बिंदुओं के रूप में उपयोग करूंगा फिर समरूपी सेल के मान की इससे तुलना करूँगा और जो सबसे निकटतम सेल का मान बताएगा वो मेरे इनपुट डेटा सेट के लिए सबसे अच्छा डिजिटल एलिवेशन मॉडल होगा अब इस स्तर पर मेरे पास केवल 90 प्रतिशत बिंदुओं का इनपुट है फिर अब मुझे क्या करना चाहिए है उदाहरण के लिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि आईडीडब्लू मेरे डेटा सेट के लिए अधिक है उपयुक्त है इसलिए फिर मैं वापिस सौ प्रतिशत बिंदुओं पर वापस जाएंगे और आईडीडब्लू तकनीक का उपयोग करके एक सतह बनाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि आईडीडब्लू सबसे अच्छा परिणाम दे रहा है फिर इन 10 प्रतिशत बिंदुओं को उन 10 प्रतिशत बिंदुओं से तुलना करेंगे जिन्हें हमने यादृच्छिक रूप से चयनित किया था बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं उस डीईएम या अंतर्वेशन तकनीक तक पहुंच सकता हूं जो मेरे इनपुट डेटा सेट के लिए उपयुक्त है और यह वही है जिसका मैंने यहाँ उल्लेख किया है यदि आप स्व निर्मित डिजिटल एलिवेशन मॉडल का उपयोग कर रहे हैं तो सभी बिंदुओं का अंतर्वेशन से पहले कुछ 10 प्रतिशत यादृच्छिक बिंदुओं को स्रोत डेटा से निकाल दीजिए फिर इन 10 प्रतिशत डेटा का उपयोग कर डीईएम की सटीकता की जांच कर सकते हैं जिनको हमने विभिन्न अंतर्वेशन तकनीकों का उपयोग करके व्युत्पन्न किया है और एक बार आप आश्वासित हो गये कि कौन सा डीईएम सबसे निकटतम मान दे रहा है फिर हम उस निर्णायक सतह को बनाने के लिए उस विशेष उपकरण या अंतर्वेशन तकनीक का उपयोग करते हैं डीईएम को विकसित करने के लिए कौन सी अंतर्वेशन तकनीक सही है इसका उत्तर उपरोक्त त्रुटि जांच से आएगा फिर हम इस तरह के अभ्यास के लिए जाएंगे पहले 100 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत को यादृच्छिक ढंग से चयनित कर विभिन्न डीईएम का उपयोग करते हुए विभिन्न तकनीकों और फिर सबसे अच्छी तकनीक को चयनित करना और एक बार हमने सबसे सटीक तकनीक को पहचानने के बाद 100 प्रतिशत बिंदुओं का उपयोग कर अंतिम सतह को बनाते हैं तो यह इस अनिश्चितता को हटा देगा कि कौन सी विधि किसी विशेष बिंदुओं के लिए उपयुक्त है अब यह अभ्यास प्रत्येक बिंदु सेट के साथ करना पड़ता है क्योंकि हम नहीं जानते कि यह किसको प्रदर्शित कर रहा है और यह किस परिणाम के साथ समाप्त हो सकता है यह वास्तव में हमें यह पता लगाने में मदद करेगा कि कौन सी अंतर्वेशन तकनीक हमारे लिए उपयुक्त है इसलिए इस तरह से आप अपने इनपुट डेटा डिजिटल एलिवेशन मॉडल में त्रुटियों का पता कर सकते हैं और आप भी इसे ख़ुद तैयार करके सीख सकते हैं तब आप इस तरह का अभ्यास करके आप सर्वोत्तम अंतर्वेसन तकनीक का पता लगा सकते हैं और अंततः एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार कर सकते हैं मैंने पिछले व्याख्यानों में भी इसका उल्लेख किया है कि जीआईएस का उपयोगकर्ता या जीआईएस में आने वाले डेटा अंतर्निहित त्रुटियों के बारे में उसे जानकारी चाहिए क्योंकि यदि आप इसको जानते हैं कि आप होंगे उस डेटा सेट का उपयोग बहुत सावधानी से करेंगे क्योंकि जब आप उस डेटा सेट का उपयोग करके आउटपुट प्राप्त करते हैं तो यह आउटपुट इतना विश्वसनीय नहीं हो सकता है जितना आपने प्रायोजित किया है और ये अभ्यास पूरी तरह से बेकार हो सकता है इसलिए हमेशा त्रुटियों का ज्ञान होना चाहिए और त्रुटियों को न्यूनतम रखना चाहिए यह जीआईएस में बहुत महत्वपूर्ण घटक